अब हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम संपत्ति शब्द से क्या समझते रखते हैं हमें इस बात की बस कुछ समझ है कि हमारा इसके अधिकारों से क्या अर्थ है संपत्ति विनियमन का एक रूप है और जब बौद्धिक संपदा की बात आती है तो हम रचनाओं के regulation के एक रूप के बारे में बात कर रहे हैं जो दिमाग से निकलती हैं संपत्ति या तो सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति हो सकती है ये संपत्ति के दो व्यापक वर्गीकरण हैं उदाहरण के लिए सार्वजनिक संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसे सांझा रखा जाता है जिसे हम कॉमन्स कहते हैं और निजी संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति अपने लिए व्यक्तिगत रूप से रखता है अब संपत्ति की अवधारणा को समझने के लिए हमें भूमि या भूमि की सम्पत्ति का सादृश्य लेने की आवश्यकता है आप किसी विशेष स्थान पर और भूमि पर जा सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं और उसकी सीमाओं को देख सकते हैं और आपको उस भूमि की सीमाओं के बारे में उचित समझ मिल जाएगी कहाँ भूमि की सीमाएँ होती हैं कहाँ पड़ोसियों की भूमि की सीमाएँ होती हैं और वह मार्ग जो भूमि की ओर जाता है इन सभी बातों का पता भौतिक शब्द में लगाया जा सकता है इसलिए संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसे हम विशेष रूप से निजी संपत्ति के रूप में समझते हैं हम इसे कुछ ऐसी चीज़ों के रूप में समझते हैं जो दूसरों की संपत्ति से अलग हो सकती हैं और कुछ ऐसी जो दूसरों की संपत्ति से अलग होने में सक्षम है और संपत्ति की यह विशेषता इसे दूसरों से अलग करती है संपत्ति सीमाओं से बनती है भूमि के मामले में हम उन्हें भूमि की सीमा कहते हैं सीमाओं की निश्चितता का स्थान पर जाकर और इसे मापने या इसे शारीरिक रूप से देखकर पता लगाया जा सकता है सीमाओं की रक्षा की जाती है और यह बहुत स्पष्ट से दिखाई देता है कि भूमि की सीमा क्या है इसे मापा जा सकता है इसे संख्याओं में पता लगाया जा सकता है हम गणना कर सकते और हम कह सकते हैं कि भूमि की सीमा क्या है भूमि भी एक दस्तावेज के एक टुकड़े में खुद को प्रकट करती है जिसे हम विलेख या बिक्री विलेख कहते हैं जिसके द्वारा एक भूमि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है एक आम तौर पर आप बिक्री विलेख के अंत में विक्रय विलेख का एक भाग पाएंगे जिसे हम अनुसूची कहते हैं अनुसूची में आमतौर पर भूमि का विवरण और उसकी सीमाएं होती हैं जैसा कि मैंने एक भूमि के मामले में कहा था आप दस्तावेज को देखकर दो बार सुनिश्चित कर सकते हैं कि कहां भूमि की सीमाएं हैं आप संपत्ति विलेख या शीर्षक विलेख में भी देख सकते हैं कि भूमि की सीमाएँ क्या हैं तोदो तरीके इसे जांचने के हैं एक आप भौतिक रूप से देख सकते हैं और सीमाओं की जांच कर सकते हैं या आप शीर्षक विलेख को देख सकते हैं और संपत्ति की सीमाओं को देख सकते हैं बौद्धिक संपदा वास्तविक संपत्ति की तरह समय और स्थान में मौजूद नहीं है जैसा कि मैंने कहा क्योंकि बौद्धिक संपदा मन की रचनाओं जैसे एक आविष्कार या एक विचार की अभिव्यक्ति से सम्बंधित है हम किसी रूप की आवश्यकता होती हैं जिसके द्वारा हमें संपत्ति की सीमा का पता चलता है जब कोई व्यक्ति एक आविष्कार करता है तो ये आविष्कार एक आंतरिक दहन इंजन में सुधार हो सकता है जो स्वयं एक आविष्कार हो सकता है सुधार इंजन के अंदर होता है उस व्यक्ति के लिए जो इंजन को बाहर से देखता है उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि आविष्कार कहां है या वास्तव में इंजन को बेहतर बनाने में अविष्कार का क्या योगदान है जब तक इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जाता है तब तक किसी व्यक्ति के लिए इंजन में सुधार को समझना बहुत कठिन होगा जब तक कि वह इसका विश्लेषण नहीं करता है उस व्यक्ति के लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि उस विशेष आविष्कार के संबंध में योगदान कहां है इसलिए हालांकि आविष्कारक ने आंतरिक दहन इंजन में सुधार किया है फिर भी लोगों के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि यह सुधार कहां है जब तक कि आविष्कारक खुद को दुनिया को नहीं बताता कि उसने क्या योगदान दिया था पेटेंट कानून में हर आविष्कार को लिखित रूप में वर्णित करने की आवश्यकता होती है आविष्कार का वर्णनात्मक हिस्सा एक दस्तावेज में निहित है जिसे हम पेटेंट स्पेसीफिकेशन को देख सकते हैं और पेटेंट विनिर्देश के समापन भाग को हम एक दावा या कई दावे कहते हैं यह दावों की भीड़ हो सकती है या यह एकल दावा हो सकता है और जब आप ये दावे पढ़ते हैंआपको इस बात की समझ आती है कि संपत्ति क्या है और संपत्ति की सीमाएं क्या हैं संपत्ति के द्वारा हम कुछ ऐसी चीज़ों को समझते हैं जिन्हें रखा जा सकता है और कुछ जिसे स्थानांतरित किया सकता है हम संपत्ति को ऐसी चीज़ के रूप में भी समझते हैं जिसकी सीमाएं हैं जो आपके लिए किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति से अपनी संपत्ति को अलग करना संभव बनाता है उदाहरण के लिए एक कलम लें कलम की समय और स्थान में एक सीमा होती है और यह तथ्य कि पेन लोगों के पास होते हैं हमारे पास पेन के स्वामित्व के संबंध में विवाद नहीं होता है एक परिदृश्य मान लें जहां आपके और आपके दोस्त के पास कलम के स्वामित्व के साथ एक छोटा सा झगड़ा है हम इस स्वामित्व विवाद को कैसे सुलझाएंगे अब यदि आपका दोस्त काफी होशियार है तो वह कलम भर सकता है उसे खोलता है और कहता कि मैंने इस पर कहीं अपना नाम लिखा है वह ऐसा दिखा सकता है और वह इसे लेकर जा सकता है वह कह सकता है कि यह एक तरह से स्वामित्व साबित करने का एक तरीका है जिसे उसने गुप्त चिह्न में रखा था स्वामित्व साबित करने का दूसरा तरीका विरोध है आप कह सकते हैं कि मैं इसका लंबे समय से अधिकारी रहा हूँ यह मेरी कलम है इसलिए दावा करना कठिन है अब यदि आपका मित्र वास्तव में दावा करना चाहता है तो वह बिल नामक एक चीज लेकर आएगा वह दर्शाता है कि यह पेन वास्तव में उसका है क्योंकि उसने खरीदा है इस विचार के लिए वह बिल दिखा सकता है अब यह आपको एक बैक स्टेप में बैक फुट पर रख सकता है आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या उसके पास आपसे बेहतर शीर्षक है अब आप आगे यह कह सकते हैं कि यह बिल न तो गढ़ा गया है न ही बिल उन पेन के अनुरूप है अब ये सभी चीजें एक कलम के स्वामित्व पर शीर्षक के संबंध में विवाद पैदा करती है अंततः हमें यह मान लेने दें कि आपने अपने मित्र को अपनी कलम के स्वामित्व पर मना लिया है आपके पास पूर्ण कब्जा हो सकता है और एक बार जब आप इसे स्पष्ट कर देते हैं तो आप कलम के स्वामित्व पर पूर्ण कब्जा कर सकते हैं अब संपत्ति के संबंध में विवाद सामान्य रूप से इस तरह से तय किए जाते हैं आप यह स्थिति या तो लंबी अवधि के लिए या निर्बाध अवधि के लिए दिखा सकते हैं या आप यह दिखाने के लिए शीर्षक का प्रमाण या एक बिल या समान प्रकृति का कुछ साक्ष्य दिखा सकते हैं कि आपने इसे उपहार के रूप में प्राप्त किया है आप ऐसे सबूत दिखा सकते हैं जिनके द्वारा आप संपत्ति के एक विशेष टुकड़े पर दावा कर सकते हैं बौद्धिक संपदा आसानी से समझ में नहीं आती है क्योंकि अधिकार एक मूर्त रूप में समय और स्थान में खुद को प्रकट नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विवादों को निपटाना मुश्किल लगता है तो पेटेंट की बात इसीलिए आवश्यक है कि हर आविष्कार को बड़े विस्तार से लिखित रूप में व्यक्त किया जाए इससे पहले गए हर दूसरे आविष्कार से खुद को अलग किया जाए जो इसके करीब है या इसके निकट है और फिर पूर्व कला में पहले रह गए के सम्बन्ध में उस अविष्कार के योगदान की व्याख्या की जाए जो आविष्कारक द्वारा बनाया गया है और फिर यह दर्शाया जाए कि उसने क्या आविष्कारक योगदान दिया है यह सब पेटेंट विनिर्देश में किया जाता है और अपने अविष्कार को पहले हुए अधिकारों से अलग करने के बाद आविष्कारक दावा करता है कि यह उसकी अपनी संपत्ति है यही वह बात है जिसे पेटेंट विनिर्देश के समापन भाग में दावा कहा गया है दावे वास्तव में सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए जाते हैं पेटेंट में संरक्षण केवल दावों में उल्लिखित है पेटेंट के विनिर्देशों के वर्णनात्मक भाग में वर्णित नहीं है बौद्धिक संपदा के अस्तित्व का प्रमाण यदि यह एक पेटेंट है यदि यह एक आविष्कार है तो हम पेटेंट विनिर्देश को देखेंगे जो कि इसे शामिल करता है अब आप सोच रहे होंगे कि एक बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करना आसान है मुझे केवल वह सब कुछ लिखित रूप में रखने की आवश्यकता है जो कि ऐसा नहीं है यदि आप सब कुछ लिखित रूप में रखते हैं तो एक छानबीन होती है जो पेटेंट कार्यालय द्वारा की जाती है भारत में यह भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा किया जाता है और केवल तभी जब आप भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा दिया गया test पास करते हैं तो आपको लिखित विवरण में आपको पेटेंट दिया जाएगा जो आपको सीमित अवधि के लिए एक शीर्षक और सुरक्षा प्रदान करेगा बशर्ते आप आवश्यक शुल्क देकर इसे जीवित रखें